पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है एमसीडीएम तकनीक आर का उपयोग कर रही है इसलिए पिछले कुछ व्याख्यानों में हम इलेक्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं तो आइए पिछले व्याख्यान में इलेक्ट्री में हमने जो चर्चा की उसका एक त्वरित पुनर्कथन करें इसलिए हम शीघ्रता से उस भाग को देखेंगे जिसकी चर्चा हम पिछले विशेष व्याख्यान में कर रहे थे तो हम अभी वहाँ पहुँचेंगे वास्तव में हम इलेक्ट्री में प्रयोग होने वाली गणित के बारे में चर्चा कर रहे थेI इसीलिए हमने बाहर की रैंकिंग और हमने गैर सममित संबंध के बारे में चर्चा की थी इसलिए Sab Sba के बराबर नहीं होगा और फिर इस वजह से जब हम दो विकल्पों के बीच वरीयता संबंध प्राप्त करने जा रहे हैं तो हम ए और बी के बीच वरीयता तय करते समय इन दोनों आउटरैंकिंग संबंध एस बी ए का उपयोग करने जा रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसलिए हमने उन चरणों के बारे में भी बात की जिनका हम वास्तव में आउटरैंकिंग डिग्री या विश्वसनीयता मैट्रिक्स की गणना करने के लिए अनुसरण कर सकते हैं इसलिए हमने पिछले व्याख्यान में इन विशेष चरणों के बारे में बात की आंशिक समरूपता की डिग्री और आंशिक विसंगति की डिग्री जो कि दो संगणनाएं हैं जिन्हें हमें पहले करने की आवश्यकता है तब हमें इन दो अंशों का समेकन करना होता है समरूपता और असंगति अंश और हम ग्लोबल कॉनकॉर्डेंस डिग्री और ग्लोबल डिसॉर्डेंस डिग्री पर पहुंचेंगे फिर हम इन दोनों को मिलाकर आउटरैंकिंग डिग्री की गणना करते हैं हमने आंशिक कलह की डिग्री और अंतर्निहित गणित के बारे में बात की तो हम यहां इस स्लाइड में ही देख सकते हैं आंशिक समरूपता डिग्री की गणना के लिए विभिन्न परिदृश्य और आप उन मूल्यों को जानते हैं जो हम इस स्लाइड में देख सकते हैं और पिछले व्याख्यान में इस पर चर्चा की गई थी इसी तरह हमने a या b के इस निरपेक्ष या सापेक्ष प्रदर्शन के बारे में भी बात की हमने वैश्विक समरूपता डिग्री के बारे में बात की यह कैसे भारित आंशिक समरूपता डिग्री का योग है जहां भार वास्तव में मानदंड भार हैं तो इस भाग को हमने कवर किया था हमने आंशिक कलह की डिग्री के बारे में भी बात की और आप सूत्र को स्लाइड में और विभिन्न परिदृश्यों में और वहां हो सकने वाले मानों को देख सकते हैं फिर हमने आउटरैंकिंग डिग्री के बारे में बात की आखिरकार इसकी गणना कैसे की जाती है तो हम यहां एस ए बी देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कॉनकॉर्डेंस मैट्रिक्स वह है जो अधिक बार इस आउटरैंकिंग डिग्री विश्वसनीयता मैट्रिक्स को निर्धारित करता है हालाँकि आप देख सकते हैं कि समग्र अभिव्यक्ति में आंशिक समरूपता डिग्री कैसे शामिल है और यह एक तरह से हमें वैश्विक विसंगति की डिग्री प्रकार की अभिव्यक्ति प्रदान करती है तो आप यहां देख सकते हैं हमने इस विशेष पहलू के बारे में बात की है कि यदि सी ए बी मानदंड के सेट में दिए गए प्रत्येक मानदंड के लिए आंशिक सहमति डिग्री से अधिक या बराबर है तो शायद एस ए बी जा रहा है सी ए बी के बराबर हो इसलिए उस परिदृश्य में उस सीमित परिदृश्य में यह विश्वसनीयता मैट्रिक्स कुछ और नहीं बल्कि कॉनकॉर्डेंस मैट्रिक्स होने जा रहा है तो इस सब के बारे में हमने पिछले व्याख्यान में भी बात की है इसलिए वरीयता संबंध को aPb के रूप में दर्शाया जा सकता है जहां इसका अर्थ है कि a को b से अधिक पसंद किया जाता है इसलिए जैसा कि हमने एस ए बी और एस बी ए इन दोनों मूल्यों के बारे में बात की थी वे गणना का हिस्सा बनने जा रहे हैं और जिस तरह से हम वरीयता संबंध की गणना करने जा रहे हैं तो पिछले व्याख्यान के अंतिम भाग में हमने वास्तव में इनमें से कुछ समीकरणों के बारे में बात की थी जो वास्तव में वरीयता संबंध को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं तो aPb यानी a से अधिक b की वरीयता इन दो समीकरणों के आधार पर निर्धारित की जा रही है जहां λ2 यहां सबसे बड़ा विश्वसनीयता सूचकांक है और इसकी गणना करने के लिए निम्नलिखित व्यंजक है और अब हमें एक और गणना करने की आवश्यकता है जो निम्न प्रकार है तो विशेष रूप से sλ0 और λ0 से हमारा क्या मतलब है हम यहां देख सकते हैं 0 विश्वसनीयता का उच्चतम स्तर है तो अगर हम इस मैट्रिक्स एस ए बी को देखते हैं तो वह मान जो अधिकतम मूल्य है इस मैट्रिक्स से अधिकतम मूल्य वाला तत्व वास्तव में λ0 के रूप में असाइन किया गया है और वहां से हम भेदभाव सीमा की गणना कर सकते हैं जो इस विशेष समीकरण द्वारा दी गई है जहां ये अल्फा और बीटा तकनीकी पैरामीटर हैं और आम तौर पर इन पैरामीटर के लिए अलग अलग क्रमपरिवर्तन और संयोजन की कोशिश की जा सकती है sλ0 α βλ0 आमतौर पर ये वे मान हैं जो प्रयोग की संख्या के आधार पर प्राप्त किए गए हैं और ये मान बेहतर आउटपुट दे रहे हैं इसलिए इन तकनीकी मापदंडों का उपयोग करके हम इस भेदभाव सीमा की गणना कर सकते हैं और इस भेदभाव की सीमा और विश्वसनीयता के उच्चतम स्तर को देखते हुए हम कट ऑफ स्तर की गणना कर सकते हैं यह महत्वपूर्ण है इसलिए यह कट ऑफ स्तर वास्तव में निर्धारित करता है कि वरीयता संबंध निर्धारित करने के संदर्भ में दो विकल्पों की तुलना करना हमारे लिए कितना आसान है तो यह कट ऑफ स्तर λ1 वास्तव में निम्नलिखित समीकरण का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है λ1 λ0 - sλ0 दो सारे समीकरण अपना अपना रोल प्ले करते हैं यह जानने में की विकल a विकल्प b से ज्यादा पसंदीदा हैI यह भाग हमने पिछले कक्षा में देखा थाI आइए आगे बढ़ते हैं इस अभिव्यक्ति पर वापस आने के लिए फिर से इंगित करने के लिए आपको यह बताने के लिए कि यह 1 कट ऑफ स्तर संबंधों की गणना की आसानी को कैसे निर्धारित कर रहा है और आप λ2 में देख सकते हैं यह अधिकतम है जहां यह विशेष है हम अधिकतम मूल्य की तलाश कर रहे हैं जहां पूंजी एस ए बी λ1 से कम या बराबर है तो तुलना यह है कि सभी तत्व जो इस विश्वसनीयता मैट्रिक्स का हिस्सा हैं उनकी तुलना इस λ1 मान से की जाती है तो उन तत्वों के लिए जो इस कट ऑफ स्तर के मूल्य से कम हैं उन तत्वों में से हम अधिकतम मूल्य पाते हैं और इसे 2 के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि यह कट ऑफ स्तर है जो एक तरह से निर्धारित करता है कि वरीयता संबंध कितनी आसानी से प्राप्त होते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब यह वह हिस्सा था जिस पर हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी जो कि इलेक्ट्री के पहले चरण इलेक्ट्री के पहले चरण के बारे में अधिक था जहाँ हम आउटरैंकिंग संबंध और वरीयता संबंध की गणना करते हैं फिर हमारे पास दूसरा भाग है आसवन चरण जिसके बारे में हमने पिछले कुछ व्याख्यानों में बात की थी कि आरोही आसवन प्रक्रिया और अवरोही आसवन प्रक्रियाएँ ये दो प्रक्रियाएं हैं जो आसवन चरण का हिस्सा हैं जिसमें हमें आंशिक रैंकिंग के दो पूर्व आदेश मिलते हैं यदि हम उन्हें O1 और O2 कहते हैं तो हमें अंतिम रैंकिंग खोजने के लिए बातचीत करनी होगी इसलिए हम इस आसवन प्रक्रिया के तहत उन सभी गणनाओं से गुजरने के लिए आवश्यक अंतर्निहित चरणों को समझने जा रहे हैं हमें शुरू करते हैं इसलिए आसवन प्रक्रियाएं वे विकल्पों के योग्यता स्कोर पर आधारित हैं जैसा कि हम यहां स्लाइड में देख सकते हैं हमारे पास मौजूद प्रत्येक विकल्प के लिए हमें योग्यता स्कोर की गणना करने की आवश्यकता है और इन योग्यता अंकों से हमारा क्या तात्पर्य है जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्री के पहले चरण में हमने पहले ही इन आउटरैंकिंग डिग्रियों और वरीयता संबंधों की गणना कर ली है बेशक वे दूसरे चरण में गणना का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो आप उम्मीद करेंगे कि योग्यता स्कोर का हमारी पिछली गणना से कुछ लेना देना होगा इसलिए एक विकल्प के योग्यता स्कोर को एक ऐसे स्कोर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अन्य विकल्पों के संबंध में उसके वैश्विक व्यवहार को दर्शाता है इसलिए जब हम गणना करते हैं जैसा कि हमने इस व्याख्यान में भी देखा कि जब हम एक ओवर बी की वरीयता के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एपीबी है तो इसमें आउटरैंकिंग डिग्री एस ए बी और एस बी ए दोनों की जोड़ी शामिल है लेकिन अन्य विकल्पों के साथ तुलना के बारे में क्या यह वास्तव में आसवन प्रक्रिया में किया जाता है इसलिए हम आम तौर पर योग्यता स्कोर की गणना करते हैं यही कारण है कि परिभाषा में ही आप देखते हैं कि एक अंक जो अन्य विकल्पों के संबंध में अपने वैश्विक व्यवहार की विशेषता है अब इस विशेष चरण में हम अन्य विकल्पों के साथ तुलना करने जा रहे हैं और किसी विशेष संबंध के वैश्विक व्यवहार का निर्धारण करेंगे विशेष रूप से हर बार एक विकल्प को दूसरे के लिए पसंद किया जाता है स्कोर एक से बढ़ जाता है जबकि अगर इसे दूसरे द्वारा पसंद किया जाता है तो यह स्कोर एक से कम हो जाता है इसलिए इन अंकों के आधार पर जिन्हें हमने पहले ही पिछले चरण में परिकलित किया है हम देखते हैं कि कैसे एक विकल्प को दूसरे पर पसंद किया जाता है और स्कोर को या तो बढ़ाया या घटाया जाता है और अंत में हमें योग्यता अंक मिलते हैं और इसका उपयोग वास्तव में पूर्व आदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो अब जैसा कि हमने बात की कि हमारे पास दो आसवन प्रक्रियाएं हैं अवरोही आसवन प्रक्रिया और आरोही आसवन प्रक्रिया ascending distillation procedure आइए पहले अवरोही आसवन प्रक्रिया के चरणों को समझें अवरोही आसवन प्रक्रिया में हम जो करते हैं वह यह है कि पहले चरण में हम विकल्पों के पूरे सेट के साथ शुरू करते हैं ए तो सभी विकल्प पिछले चरण में जो भी गणना हुई है उन अंकों को ध्यान में रखते हुए अब वे स्कोर हैं अब इस गणना का हिस्सा बनने जा रहे हैं अब हम विकल्प A के पूरे सेट के साथ शुरू करेंगे और पहला आसवन किया जाता है तो पहले आसवन में क्या होता है वास्तव में हम उच्चतम योग्यता स्कोर वाले ए से विकल्प निकालते हैं तो योग्यता स्कोर की गणना की जानी चाहिए जैसा कि हमने चर्चा की कि योग्यता स्कोर उस गणना पर आधारित होने जा रहे हैं जो हमने पहले की है जैसे हमने पहले से ही वरीयता संबंध निर्धारित किया है इसलिए उसके आधार पर हम योग्यता स्कोर की गणना कर सकते हैं अब विकल्प ए के सेट से पहले आसवन में हम उस विकल्प को निकालने जा रहे हैं जिसमें उच्चतम योग्यता स्कोर है अब कभी कभी दो विकल्पों के स्कोर समान हो सकते हैं इसलिए इसलिए आप देखेंगे कि यह एक विकल्प या दो विकल्प या इससे भी अधिक हो सकता है इसलिए इन विकल्पों को निकाला जा रहा है जो उच्चतम योग्यता स्कोर वाले हैं तो अब ये विकल्प जो निकाले गए हैं उन्हें C1 द्वारा निरूपित पहला समूह कहा जाता है तो यह वास्तव में विकल्प ए के सेट से पहला निकाला गया समूह है तो पहले आसवन में यही होता है अब हम दूसरी आसवन में फिर से इसी प्रकार का कार्य करते हैं तो पहले समूह जो कि C1 है को हटाने के बाद जो शेष विकल्प हैं उनका अर्थ है कि अब सेट को A C1 के रूप में संदर्भित किया जा सकता है तो यहाँ C1 को समुच्चय A से घटाया जाता है तो अब हमारे पास यह उपसमुच्चय A C1 है अब फिर से हम इस विशेष उपसमुच्चय से सर्वोत्तम विकल्प निकालते हैं तो अब फिर से दूसरे आसवन में भी सबसे अच्छा विकल्प जो हम निकालते हैं इसलिए समान स्कोर वाले एक से अधिक हो सकते हैं इसलिए इन निकाले गए विकल्पों को दूसरे समूह C2 के रूप में संदर्भित किया जाता है तो यह दूसरा समूह प्राप्त होता है तो यह हमारा दूसरा आसवन है अब क्रमिक आसवन के लिए इस कट ऑफ स्तर λ1 जिसके बारे में हमने बात की को कम किया जा सकता है ताकि किसी विकल्प को दूसरे पर पसंद करना आसान हो सके क्योंकि विकल्पों की संख्या और उनके स्कोर के प्रकार को देखते हुए शुरू में हमारे लिए उच्चतम स्कोर वाले विकल्पों को निकालना आसान हो सकता है लेकिन जैसे जैसे हम सूची में नीचे जाते हैं और अन्य विकल्पों को निकालने का प्रयास करते हैं वैसे वैसे जो अंक हो सकते हैं उसे निकालना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है इसलिए कट ऑफ स्तर λ1 एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है

और इसे कम किया जा सकता है ताकि किसी विकल्प को तरजीह दी जा सके क्योंकि आप 1 को बदलते हैं और वरीयता संबंध में बदलाव के कारण योग्यता स्कोर बदल जाएगा जो हमारे पास हो सकता है दूसरे आसवन में यही होता है और फिर हम इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रह सकते हैं जब तक कि A पूरी तरह से आसुत न हो जाए इसलिए इसे आसवन प्रक्रिया या आसवन चरण के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें एक एक करके सर्वोत्तम विकल्प निकाले जा रहे हैं आइए इस विशेष ग्राफिक का उपयोग करके उसी बात को समझते हैं यहां आप देख सकते हैं कि हम विकल्पों के पूरे सेट से शुरू करते हैं जो कि ए है हमारे यहां छह विकल्प हैं अब मान लेते हैं कि इन छह विकल्पों में से a5 का स्कोर सबसे अधिक है इसलिए इसे निकाला जा रहा है और यह पहले समूह C1 का हिस्सा बन जाएगा तो यही होने जा रहा है हम उच्चतम योग्यता स्कोर वाले विकल्प वाले इस पहले समूह C1 को निकालेंगे अब बचा हुआ सेट A C1 होने वाला है अब आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास केवल पांच विकल्प हैं a1 a2 a3 a4 और a6 अब अगर हम दूसरा आसवन करने जा रहे हैं तो हम फिर से उच्चतम योग्यता स्कोर के साथ सबसे अच्छा विकल्प निकालेंगे तो इस बार a2 और a3 दोनों का स्कोर समान है तो उन दोनों को निकाल दिया गया है और वे दूसरा समूह बनाते हैं जो कि C2 है आप यहां देख सकते हैं a2 और a3 उन्हें निकाला गया है और वे दूसरा समूह बनाते हैं अब यह प्रक्रिया दोहराई जा रही है अब हमारे पास जो बचा है वह यह विशेष सेट है जो A है तो यह वह समुच्चय है जो हमारे पास है और अब हमारे पास केवल तीन विकल्प हैं a1 a4 a6 अब यह निकासी की प्रक्रिया जारी रहेगी इस तरह यह विशेष आसवन प्रक्रिया वास्तव में की जाती है अब चलिए आगे बढ़ते हैं जिन चरणों के बारे में हमने अभी बात की वे अवरोही आसवन प्रक्रिया के बारे में थे अब इसी तरह के चरण आरोही आसवन प्रक्रिया में हैं मुख्य अंतर यह है कि अब सबसे खराब योग्यता स्कोर वाले विकल्पों पर विचार किया जाता है तो दो प्रक्रियाओं में हमारे पास अवरोही आसवन प्रक्रिया और आरोही आसवन प्रक्रिया है अवरोही में हम सर्वोत्तम स्कोर उच्चतम योग्यता स्कोर वाले विकल्प की तलाश करते हैं और आरोही आसवन प्रक्रिया में हम सबसे खराब योग्यता स्कोर वाले विकल्प की तलाश करते हैं और इन दो प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए दो पूर्व आदेशों की गणना की जाती है जिन्हें O1 और O2 के रूप में संदर्भित किया जाता है तो आप स्लाइड में अगले बिंदु में देख सकते हैं अंतिम आंशिक पूर्व आदेश O को वास्तव में O1 और O2 के प्रतिच्छेदन के रूप में परिभाषित किया गया है जहां O1 इस अवरोही प्रक्रिया से बाहर आया है इसे अवरोही पूर्व आदेश के रूप में संदर्भित किया जाता है और फिर हमारे पास O2 है जो आरोही पूर्व आदेश है तो ये दो आंशिक पूर्व आदेश जो हमें मिलते हैं उनका उपयोग अंतिम आंशिक पूर्व आदेश पर पहुंचने के लिए किया जाता है जो कि O है अब हम इन चरणों को कैसे करते हैं हम अंतिम आंशिक पूर्व आदेश का निर्धारण कैसे करते हैं इसलिए हम उन कदमों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका उपयोग इसे निर्धारित करने के लिए वैश्विक संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जा सकता है तो अब एक बार हमारे पास O1 और O2 हो जाने के बाद उन दो पूर्व आदेशों को देखते हुए जिन चरणों पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं हम इन चरणों का उपयोग करके हमेशा वैश्विक संबंधों को परिभाषित कर सकते हैं तो हमारे पास ये दो विकल्प a और b हैं और अब a विश्व स्तर पर b से बेहतर है जिसे a के रूप में लिखा गया है और आप इन नोटेशन को ग्रेटर देन नोटेशन के समान देख सकते हैं तो यह बी से बड़ा है यानी ए विश्व स्तर पर बी से बेहतर है अगर और केवल अगर आप जानते हैं कि ये तीन परिदृश्य हैं इसलिए यदि इनमें से कोई भी परिदृश्य सत्य है तो a को b से बेहतर माना जाएगा और इसे इस विशेष तरीके से a b के रूप में लिखा जा सकता है तो अब इनमें से प्रत्येक परिदृश्य आप देख सकते हैं कि हम उन दोनों पूर्व आदेशों पर विचार कर रहे हैं जिनकी हमने अभी गणना की है तो a O1 और O2 में b से बेहतर है इसलिए यदि विकल्प a दोनों पूर्व आदेशों में b से बेहतर है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि a विश्व स्तर पर b से बेहतर है अब यदि a O1 में b के संबंध में उदासीन है लेकिन O2 में b से बेहतर है तो हम यह भी कहेंगे कि कम से कम एक पूर्व आदेश में a b से बेहतर है इसलिए हम मान सकते हैं कि a विश्व स्तर पर b से बेहतर है तो फिर हम उसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं यदि a O1 में b से बेहतर है और O2 में b के प्रति उदासीन है तो यह अनिवार्य रूप से एक ही तरह की बात है अब O2 के बजाय a O1 में b से बेहतर है और O2 में b के प्रति उदासीन है इसलिए यदि सैद्धांतिक रूप से केवल दो परिदृश्य हैं यदि दोनों पूर्व आदेशों में a b से बेहतर है O1 और O2 या a पूर्व आदेशों में से कम से कम एक में b से बेहतर है और दूसरे में b के संबंध में उदासीन है पूर्व आदेश तो उस स्थिति में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि a विश्व स्तर पर b से बेहतर है और a b के रूप में लिखा गया है तो इस प्रकार हम इस विशेष वैश्विक संबंध को परिभाषित कर सकते हैं अब कुछ अन्य परिदृश्यों में यह स्थिति पूरी तरह से भिन्न हो सकती है उदाहरण के लिए a और b विश्व स्तर पर उदासीन हैं तो जब हम इस विशेष परिणाम पर पहुंच सकते हैं जब ए और बी विश्व स्तर पर उदासीन होते हैं ए के रूप में लिखा जाता है और आप समकक्ष प्रकार के ऑपरेटर की तरह देख सकते हैं अब O2 के बजाय a O1 में b से बेहतर है और O2 में b के प्रति उदासीन है इसलिए यदि सैद्धांतिक रूप से केवल दो परिदृश्य हैं यदि दोनों पूर्व आदेशों में a b से बेहतर है O1 और O2 या a पूर्व आदेशों में से कम से कम एक में b से बेहतर है और दूसरे में b के संबंध में उदासीन है पूर्व आदेश तो उस स्थिति में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि a विश्व स्तर पर b से बेहतर है और a b के रूप में लिखा गया है तो इस प्रकार हम इस विशेष वैश्विक संबंध को परिभाषित कर सकते हैं अब कुछ अन्य परिदृश्यों में यह स्थिति पूरी तरह से भिन्न हो सकती है उदाहरण के लिए a और b विश्व स्तर पर उदासीन हैं तो जब हम इस विशेष परिणाम पर पहुंच सकते हैं जब a और b विश्व स्तर पर उदासीन होते हैं a के रूप में लिखा जाता है और आप समकक्ष प्रकार के ऑपरेटर की तरह देख सकते हैं यह हो सकता है कि a विश्व स्तर पर b से अतुलनीय हो आप यहाँ देख सकते हैं a विश्व स्तर पर b से अतुलनीय है तो इसे आम तौर पर एक वर्ग ऑपरेटर द्वारा दर्शाया जाता है तो यह होने जा रहा है अगर और केवल अगर ओ 1 में बी से बेहतर है लेकिन बी ओ 2 में ए से बेहतर है या बी ओ 1 में ए से बेहतर है और ओ 2 में बी से बेहतर है तो एक विशेष पूर्व आदेश a b से बेहतर है और दूसरा पूर्व आदेश b a से बेहतर है इसलिए हम एक गतिरोध पर पहुंचेंगे और हम यह निर्धारित नहीं कर पाएंगे इसलिए हम इस विशेष परिदृश्य को कह सकते हैं कि a विश्व स्तर पर b से अतुलनीय है इसलिए हमारे पास जो आउटपुट है उसे देखते हुए हम इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते तो इस तरह से हम इसे यह बताने जा रहे हैं कि a विश्व स्तर पर b से अतुलनीय है फिर यहां आखिरी परिदृश्य आता है तो जब कोई परिदृश्य हो सकता है जब a विश्व स्तर पर b से भी बदतर हो अतः इसे b के रूप में लिखा जाता है और ऐसा कब होने वाला है तो यह तभी होगा जब b O1 में a से बेहतर है और O2 में या a O1 में b के प्रति उदासीन है लेकिन b O2 में a से बेहतर है या b O1 में a से बेहतर है और इसके प्रति उदासीन है O2 में a के संबंध में इसलिए यदि आप इन तीन उप परिदृश्यों को देखें तो वे बहुत हद तक उसी के समान हैं जिसकी हमने पहले चर्चा की थी जिसमें हम a के बारे में बात कर रहे थे जो विश्व स्तर पर b से बेहतर है तो अब जब हम कहते हैं कि ए विश्व स्तर पर बी से भी बदतर है यह कहने के समान है कि बी विश्व स्तर पर बी से बेहतर है तो एक ही तरह का परिदृश्य और उसी तरह के उप चरणों उप परिदृश्यों या तुलनाओं का प्रदर्शन किया जाना है तो हम यहां देख सकते हैं इस तरह हम वास्तव में दो विकल्पों के बीच वैश्विक संबंध का निर्धारण करने के बारे में जा सकते हैं तो यह सभी विकल्पों के लिए किया जाएगा सभी विकल्पों के बीच जोड़ीवार तुलना और यह किया जा सकता है और अंत में हमें अंतिम प्री ऑर्डर मिलता है आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्री III की कुछ कमियों के बारे में इसलिए इस विशेष विषय में जिस पर हम इलेक्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं हमने मुख्य रूप से तीसरे संस्करण को कवर किया है जो कि इलेक्ट्री III है AHP की तरह ही इस पद्धति की कई सीमाएँ हैं इसी तरह इलेक्ट्री III में भी कई कमियां हैं तो आइए एक एक करके उन पर चर्चा करते हैं इसलिए इलेक्ट्री III में हम आम तौर पर अंतिम रैंकिंग में दो विकल्पों के बीच उदासीनता और अतुलनीयता के बीच स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर सकते हैं तो कई परिदृश्यों में यह स्थिति हो सकती है जहां स्थानीय तुलना यह संकेत दे सकती है कि दो विशेष विकल्प एक दूसरे के प्रति उदासीन हैं हालाँकि जब हम वैश्विक संबंध की गणना उस एकत्रीकरण प्रक्रिया के कारण करते हैं जो हम करते हैं जो एकत्रीकरण हम करते हैं तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विशेष विकल्प अतुलनीय हैं तो यह आम तौर पर एकत्रीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम है क्योंकि हमारे पास AHP की तरह ही यह विशेष एल्गोरिथम है यह भी एकत्रीकरण विधियों की श्रेणी में आता है तो AHP और इलेक्ट्री वे दोनों अपने कुछ चरणों में एकत्रीकरण करते हैं यह इस एकत्रीकरण कदमों का परिणाम है अब इलेक्ट्री III का दूसरा दोष यह है कि जोड़ीवार आउटरैंकिंग डिग्री की तुलना से आउटरैंकिंग संबंधों में चक्र हो सकता है तो इसे कॉन्डोर्सेट विरोधाभास के रूप में जाना जाता है तो यह वहाँ हो सकता है क्योंकि हम दो विशेष विकल्पों के लिए एक जोड़ीदार फैशन में आउटरैंकिंग डिग्रियों की तुलना कर रहे हैं जैसे a b के साथ और फिर b c के साथ और फिर यह आपको c को a के साथ जानने के लिए प्रेरित कर सकता है तो एक चक्र हो सकता है तो कुछ निश्चित चक्र हो सकते हैं जिन्हें बनाया जा सकता है तो आउटरैंकिंग संबंध के ये चक्र हो सकते हैं एक आउटरैंकिंग बी हो सकता है बी आउटरैंकिंग सी हो सकता है और सी आउटरैंकिंग ए हो सकता है तो इसे कॉन्डोर्सेट विरोधाभास के रूप में जाना जाता है तो यह भी इलेक्ट्री III की कमियों में से एक है फिर एक और कमी यह है कि जोड़ीवार रैंक उलट हो सकता है तो यह एकत्रीकरण के परिणाम के रूप में हो सकता है कि स्थानीय जोड़ीदार तुलना एक बात का संकेत दे सकती है लेकिन जब हम वैश्विक संबंधों को व्युत्पन्न करते हुए एकत्र करते हैं तो रैंक उलट हो सकता है और फिर एक विकल्प का जोड़ या घटाव ताकि यह भी बदल सके क्योंकि स्थानीय तुलना बदल सकती है या यह बदल सकती है यह वैश्विक स्तर पर बदल सकती है इसलिए जोड़ या घटाव भी अंतिम रैंकिंग को बदल सकता है और रैंक उलट सकता है और फिर एकत्रीकरण ही रैंक उलट का कारण बन सकता है फिर इलेक्ट्री III का एक और दोष यह है कि यह एकरसता की संपत्ति को पूरा नहीं करता है इसलिए रैंकिंग विकल्पों के प्रदर्शन में संशोधन के लिए सही दिशा में प्रतिक्रिया नहीं देती है इसलिए जैसा कि आपको इलेक्ट्री III विधि में याद है कि हमने पिछले कुछ व्याख्यानों में चर्चा की है विकल्पों के प्रदर्शन पर विचार किया जाता है इसलिए यदि प्रदर्शनों को बदल दिया जाता है तो प्रदर्शन में कुछ संशोधन किया जाता है तो क्या वह अंतिम रैंकिंग में उसी फैशन में परिलक्षित होता है इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है तो एकरसता की संपत्ति से हमारा यही मतलब है कि यदि हम एक निश्चित मूल्य बदलते हैं तो रैंकिंग बदल सकती है तो यह इलेक्ट्री की एक और कमी है अब हम उस अभ्यास पर वापस जाते हैं जो हमने RStudio में किया था हमें जो भी आउटपुट मिला था आप इसे और अधिक स्पष्टता के साथ थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे कि अब हम अंतर्निहित गणित को समझते हैं आइए हम इस विशेष अभ्यास को जल्दी से पूरा करें जो हमने किया था इस अभ्यास में हम फ्रेंच कारों की रैंकिंग कर रहे थे हमारे पास सात मानदंड और दस विकल्प थे आइए इनमें से कुछ पंक्तियों को शीघ्रता से निष्पादित करें इसलिए हमने मानदंड बनाए हैं जैसा कि आप पर्यावरण अनुभाग में और कंसोल में भी देख सकते हैं फिर मानदंड भार फिर मानदंड की दिशा फिर विकल्पों के नाम फिर हम इस प्रदर्शन मैट्रिक्स की गणना करने जा रहे हैं आइए इसे चलाते हैं तो यह बनाया गया है आइए आगे बढ़ते हैं फिर ये सीमाएँ उदासीनता वरीयता और वीटो सीमाएँ तो आइए एक एक करके इनकी गणना करें तो एक बार यह हो जाने के बाद हमें अंतर के तरीके को भी निर्दिष्ट करना होगा आइए इसे चलाते हैं यह भी किया जाता है अब हम इस लाइब्रेरी आउटरैंकिंग टूल का उपयोग करने जा रहे हैं अब हम इस फ़ंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं और सभी तर्क जो हम यहां पास करने जा रहे हैं और हमें आउटपुट मिलेगा अब आप देखते हैं कि कुछ गणनाएँ की गई हैं आप देख सकते हैं कि यहां एक प्लॉट भी तैयार किया गया है अब पिछली बार की तरह हमने देखा कि ये कुछ विशेषताएँ हैं जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में भी चर्चा की थी कॉनकॉर्डेंस मैट्रिक्स एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती परिणाम है जिसे हम देखना चाहेंगे इसलिए हम हमेशा इस समवर्ती मैट्रिक्स का उल्लेख कर सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि इसकी गणना कैसे की गई है भरीत योग के लिए अंशिक समरूपता डिग्री का प्रयोग किया जाता है इसलिए विकल्पों के प्रत्येक जोड़े के लिए आप यहां मान देख सकते हैं फिर आइए विश्वसनीयता मैट्रिक्स के लिए आउटपुट देखें अब इस विश्वसनीयता मैट्रिक्स को बनाने में आउटरैंकिंग डिग्रियों को शामिल कर लिया गया है आइए इसे चलाते हैं तो यह वह मैट्रिक्स है जो हमें मिलता है यह आउटरैंकिंग मैट्रिक्स या विश्वसनीयता मैट्रिक्स है आइए अब कुछ आसवन प्रक्रियाओं पर एक नजर डालते हैं तो हम इस कोड को चलाएंगे और आउटपुट प्राप्त करेंगे तो आप अवरोही आसवन रैंकिंग और आरोही आसवन रैंकिंग देख सकते हैं तो ये दो पूर्व आदेश हैं जो हमारे पास हो सकते हैं तो वरीयता संबंध के आधार पर जो बदले में आउटरैंकिंग या विश्वसनीयता मैट्रिक्स पर आधारित होते हैं अंतिम रैंकिंग आप यहां देख सकते हैं यह अंतिम रैंकिंग है तो इसमें अब आप देख पाएंगे कि सॉफ्टवेयर क्या करता है और विभिन्न चीजें जो कंप्यूटेशंस का हिस्सा हैं और विभिन्न आउटपुट जो यहां देखे जा सकते हैं तो इस RStudio और R इंटरफ़ेस में एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि हम गणना करने के लिए फ़ंक्शन का उपयोग कर रहे हैं कुछ गणना करने के लिए और विभिन्न मध्यवर्ती परिणामों तक पहुँचा जा सकता है क्योंकि लौटाया गया मान यह आम तौर पर एक डेटा फ्रेम है और विभिन्न मध्यवर्ती परिणाम हैं वहाँ उपलब्ध है इसलिए यदि हमें अपने शोध उद्देश्य या व्यवसायों के निष्पादन उद्देश्य के लिए उनकी आवश्यकता है तो हम हमेशा मध्यवर्ती परिणामों का उल्लेख कर सकते हैं और हमारे पास अंतिम आउटपुट भी होगा लेकिन मध्यवर्ती परिणाम यदि आप मैन्युअल रूप से सत्यापित करना चाहते हैं तो हम हमेशा ऐसा कर सकते हैं तो इसी के साथ हम इलेक्ट्री को समाप्त करना चाहेंगे और अगले व्याख्यान में हम एक अन्य MCDM तकनीक पर चर्चा पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे तब तक धन्यवाद